आइए देखें कि वे वास्तव में कहां गाढ़े गए हैं और उनका परीक्षण कहां किया जाता है पारंपरिक क्लीनरूम को आईएसओ मानकों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है क्लास 1 क्लास 10 क्लास 100 क्लास 1000 क्लास 10000 क्लीनरूम है और यह चलता रहता है वर्गीकरण के बारे में बात करने वाला वर्गीकरण कणों की संख्या है प्रति घन मीटर मौजूद कणों की संख्या एक सफाई कक्ष में मायने रखती है यहाँ DESE की सुविधा में IISC बैंगलोर में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग विभाग है हमारे पास एक कक्षा 10000 क्लीनरूम है कक्षा दस हजार क्लीनरूम में लगभग 20000 कणों का आकार 5 माइक्रोन से अधिक होना चाहिए दिए गए क्यूबिक मीटर क्षेत्र के लिए सीमित होना चाहिए अब हम समझ गए हैं कि क्लीनरूम को कण आकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है जो दिए गए क्षेत्र में गिना जाता है यह एक क्लास 10000 क्लीनरूम है और एक निश्चित प्रोटोकॉल है जिसका पालन करने की आवश्यकता है क्योंकि दूषित नहीं होता हैं एक क्लीनरूम में पार्टिकुलेट काउंट पर कड़े नियम हैं एक सफाई कक्ष में संदूषण की मात्रा को सीमित करने के लिए गाउनिंग प्रक्रिया का पालन करें शुरू में आप देख सकते हैं कि एक लैब कोट हो सकता है क्रम में देखें कि गाउनिंग प्रक्रिया क्या है जिसे आपको क्लीनरूम में प्रवेश करने और काम शुरू करने से पहले या उपकरणों को कैसे गढ़ा या परीक्षण किया जाना है से पहले ही पालन करना होगा शुरुआत में शू कवर पहनें शुरू में जैसे आप देखते हैं कि मेरे जूतों के ऊपर जूतों के कवर हैं कमरे में प्रवेश करने से पहले भी प्रयोगशाला में जूते पहनना अनिवार्य है ताकि आप सुरक्षित रहें और साथ ही आप दूषित न हों आप अपने काम के माहौल में स्वच्छता प्रक्रिया का पालन करें हमेशा ऐसे जूते पहनने की सलाह दी जाती है जो आपके पैरों को पूरी तरह से ढक दें एक बार का एक सेट जो आप देखते हैं कि मेरे पास जूते हैं और फिर उसके ऊपर हमारे पास जूते के कवर हैं जूते के कवर को क्लीन रूम के दरवाजे के बाहर रखा जाता है आपके प्रवेश करने से पहले ही उन्हें अपने जूते के ऊपर पहनते हैं और फिर क्लीन रूम में प्रवेश करते हैं अगला आपका लैब कोट है अपना लैब कोट आप आकार के आधार पर चुन सकते हैं यहां से सही लैब कोट चुनें और पहने अगला कदम दूसरी बेंच पर जाता है जहां मैं हेयरनेट फेस मास्क और दस्ताने पहनता हूं आपके आधार पर दस्ताने के तीन सेट है आपको आकार का चयन करना चाहिए जो आपको फिट बैठता है यह एक छोटा बड़ा और एक्स्ट्रा लार्ज हैं दस्ताने का सही आकार चुनें और अगर आपके पास सही आकार नहीं है तब आपके लिए उपकरणों या चिमटी को संभालना मुश्किल होगा इसलिए दस्ताने का सही आकार चुनना महत्वपूर्ण हो जाता है आपने किस प्रकार के दस्ताने पहने हैं मान लीजिए कि कार्य केंद्र पर कुछ लक्षण वर्णन करना है किसी भी रसायन को संभालना नहीं है केवल माइक्रोस्कोप के तहत एक अध्ययन करना है इस मामले में नाइट्राइल दस्ताने के साथ जाना पसंद करते हैं इसलिए यह नाइट्राइल दस्ताने है जब आप किसी भी गीली बेंच या रसायनों या किसी बाहरी चीज से निपट नहीं रहे हों जब आप केवल एक बुनियादी अध्ययन कर रहे हों तो आप नाइट्राइल दस्ताने चुनते हैं आप इसे हमेशा किसी भी प्रकार के संदूषण को रोकने के लिए चुन सकते हैं जो आपके हाथ से डिवाइस पर जा सकता है आप किसी भी प्रकार का तेल या त्वचा के गुच्छे नहीं चाहते हैं जो आपके डिवाइस को दूषित कर दें जैसा कि आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम माइक्रो इंजीनियर डिवाइस या माइक्रो इंजीनियर सेंसर के बारे में बात कर रहे हैं यहां तक कि जब आप इन उपकरणों को बनाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि इन उपकरणों के आयाम कुछ नैनो और माइक्रोमीटर और यहां तक कि एक छोटी राशि का भी कण संदूषण आपके उपकरणों के काम में बाधा डाल सकता है इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इन गाउनिंग प्रक्रियाओं का एक मूलभूत आवश्यकता के रूप में पालन करना महत्वपूर्ण समझते हैं और फिर आप उपकरणों के बारे में अधिक समझने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और इस बारे में अधिक अध्ययन कर सकते हैं कि फैब्रिकेशन कैसे किया जा सकता है अब मैं आपको केवल प्रदर्शन कर के दिखा रहा हूं मुझे नाइट्राइल दस्ताने पहनने दो और इससे पहले कि मैं दस्ताने को छूऊं अब मैं जो कर रहा हूं वह यह है कि मेरे पास फेस मास्क का यह सेट है जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके दोनों सिरों पर तार हैं और फिर यहां एक पतली सफेद पट्टी है यह ऊपर की तरफ आता है और यह सबसे नीचे इसके लिए एक धातु की पट्टी होने की आवश्यकता होती है यह आपके नाक पर ठीक से फिट होने के अनुसार झुकती है अब मेरे पास मेरा फेस मास्क है सुनिश्चित करें कि फेस मास्क आपके पूरे मुंह को ढके फिर से आपको किसी भी प्रकार के एरोसोल या वायुजनित दूषित पदार्थों से बचाना होगा क्योंकि हम सूक्ष्म इंजीनियर उपकरणों के साथ जीव विज्ञान को एकीकृत करने की बात कर रहे हैं जब हम कोशिकाओं और ऊतकों के अध्ययन के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको हमेशा इस बात से अवगत रहना चाहिए कि ये एरोसोल हो सकते हैं जो इन ऊतकों या सेल संस्कृति के नमूनों से निकलते हैं और फिर फेस मास्क होने का फायदा दुगना है इन एरोसोल से खुद को बचाएं जो कि प्राथमिकता है और दूसरी ओर आप पर्यावरण को दूषित नहीं करना चाहते हैं छोटी से छोटी खाँसी या छींक भी हमारे आसपास की हवा को दूषित कर सकती है हम समझ गए हैं कि कक्षा 10000 के क्लीन रूम कमरे में पर्यावरण को बनाए रखने के लिए गाउनिंग प्रक्रिया कितनी कठोर है या उसका पालन किया जाना है फेस मास्क पहनने के बाद अगला मेरे पास हेयरनेट है यहां जैसे आप देख सकते हैं कि अगर आपके लंबे बाल हैं हमेशा सुनिश्चित करें कि आप इसे लगाते हैं और फिर आप किसी भी प्रकार के लटकते हुए झुमके या मेकअप नहीं चाहते हैं उस की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वे भी पर्यावरण को दूषित कर सकते हैं अब जब मैंने अपने बालों को बांध लिया है तो मेरे पास बालों का जाल है जो मेरे पूरे बालों और सिर को ढकता है अब जब आपने देखा है कि मेरे पास एक फेस मास्क और एक हेयरनेट है तो आगे दस्ताने का उपयोग करें क्या होता है अगर मैं सिर्फ पिक अप ग्लव्स का इस्तेमाल करूं और फिर अपना फेस मास्क पहन लूं तो क्या होता है जब आप अपनी त्वचा या बालों को छूते हैं तो दस्ताने दूषित हो सकते हैं तेल या पसीना आपके दस्ताने को दूषित कर सकता है और फिर जब आप अपने उपकरणों को उसी दूषित दस्ताने से छूते हैं तो वो आपके लक्षण वर्णन में बाधा डाल सकता है अंत में मैं अपना फेस मास्क और हेयर नेट पहनने के बाद दस्ताने पहनती हूं और फिर एक और चीज जो आपको देखनी है वह यह है कि जब आप अपने दस्ताने पहन रहे हों तो सुनिश्चित करें कि यह आपकी आस्तीन के कफ के ऊपर आता है अगर यह नीचे है तो यह पूरी तरह से ढका हुआ नहीं है और फिर आपकी त्वचा उजागर हो सकती है और इसमें रसायनों या तरल पदार्थों का प्रवेश हो सकता है यह हमेशा पालन किया जाता है कि दस्ताने आपके गाउन आस्तीन के कफ के ठीक ऊपर जाएंगे और यह जो मैं अभी पहन रहा हूं वह एक साधारण नाइट्राइल दस्ताने है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि यदि आप गीली बेंच पर काम कर रहे हैं और आप किसी प्रकार की गीली बेंच गतिविधि कर रहे हैं आप इस बारे में अधिक समझेंगे कि गीली बेंच क्या है और इसका आपके लिए क्या उपयोग किया जाता है आप समझेंगे कि आप HF जैसे रसायनों का उपयोग कर रहे होंगे जो कि सबसे खतरनाक रसायन है और यह आपकी त्वचा के माध्यम से और यहां तक कि हड्डी से प्रवेश कर सकता है एक गीली बेंच यह है कि जब आप काम करते हैं तो गीली बेंच में आपको गाउनिंग प्रक्रिया का बहुत सख्ती से पालन करने की आवश्यकता होती है और फिर गीली बेंच में आप जिस प्रकार के दस्ताने चुनते हैं वह यह है कि आप मोटे सिलिकॉन या मैपा दस्ताने पहनते हैं फिर से दस्ताने के प्रकार के लिए वर्गीकरण का एक अलग सेट है जिसे आपके कार्य केंद्र के आधार पर पालन किया जाना है यह समझें कि आप किस प्रकार का काम करेंगे और काम के माहौल के अनुरूप आप दस्ताने पहने अब जब मेरे पास मेरे दस्ताने और शेष चीजें हैं तो मान लीजिए कि मैं एक प्रकाश स्रोत के साथ काम कर रहा हूं जिसमें उच्च तीव्रता है मान लें कि लेजर स्रोत है और मैं इसका उपयोग करके किसी प्रकार का लक्षण वर्णन करने के लिए काम कर रहा हूं यह समझना महत्वपूर्ण है कि जब उच्च तीव्रता वाली रोशनी गिरती है तो यह आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है या यह आपके रेटिना या आपकी दृष्टि को भी नुकसान पहुंचा सकती है एक और महत्वपूर्ण बात जिसका पालन करना होता है जब क्लीनरूम में गाउन या चश्मा पहन रहे होते है यह इस बेंच के दूसरे छोर पर है मैं वहां जाकर आपको दिखाता हूं कि अगर आप उच्च तीव्रता वाली रोशनी या रोशनी की तरंग से निपट रहे हैं तो उन चश्मे का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए जो आपकी दृष्टि को प्रभावित कर सकते हैं इन सब के बाद आइए देखें कि चश्मा कैसे पहना जा सकता है और फिर आप अपने कार्य केंद्र के लिए तैयार हैं और फिर आप सुरक्षित रूप से काम कर सकते हैं आप न तो पर्यावरण को दूषित करते हैं और आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं जो आपको प्रभावित करने वाले प्राथमिक खतरे को जानते हैं अब देखते हैं चश्मा का पहनावा जो दूसरे छोर पर है यहाँ इस छोर पर चश्मा हैं जो आपकी आँखों की सुरक्षा के लिए हैं जबकि आप अपने कार्य केंद्र में हैं यह एक आई गियर है और फिर आप देख सकते हैं कि यहां एक और आई गियर है फिर से आपको गियर के प्रकार का चयन करना होगा कि आप क्या पहनेंगे और अपने काम के बाद हमेशा सुनिश्चित करें कि आप सतह को नहीं छूते हैं हमेशा आप इसे साइड से पकड़ें क्योंकि आपके हाथ दूषित हो सकते हैं और यह आपकी नग्न आंखों को दिखाई नहीं देता है हमेशा उन प्रथाओं को सुनिश्चित करें जो आपके लिए और साथ ही साथ अगले उपयोगकर्ता के लिए स्वच्छ और सुरक्षित हैं जो यहां काम करते समय इनका उपयोग करेंगे अब जब आप केवल उच्च तीव्रता वाली रोशनी के साथ काम कर रहे हैं तो आप अपनी आंखों को बचाना चाहते हैं और फिर जब आप गीली बेंच पर काम कर रहे हों तो शायद किसी भी प्रकार का तरल आपकी आंखों पर गिर सकता है जो की आप नहीं चाहते इसे पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए आपके पास कुछ इस तरह का आई गियर है सुनिश्चित करें कि आपने इसे अपनी आंखों पर ठीक से लगाया है यदि आपके पास चश्मा है या आप सहायक का उपयोग कर रहे हैं तो आप हमेशा अपने चश्मे को शीर्ष पर पहन सकते हैं और फिर इन गियर का उपयोग अपने चश्मे के ऊपर कर सकते हैं ताकि आपकी दृष्टि बाधित न हो यह पूरी गाउनिंग प्रक्रिया थी जिसका अपने उपकरणों को तैयार करने से पहले एक उचित क्रम में पालन किया जाना था अब संक्षेप में देखें कि कैसे हम इस पूरी प्रक्रिया का शुरू से पालन करते हैं